दूसरे सप्ताह के चोथे व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हम एक स्पेलिंग करेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे और यह भी देख रहे थे कि हम इस कांटेक्स्ट का उपयोग कैसे करते हैं पिछली समस्या में सामना कर रहे थे की हम शब्दों के अनुक्रम की संभावना कैसे पा सकते हैं मेरे पास शब्दों के अनुक्रम हैं जो उम्मीदवार हो सकते हैं की उस अनुक्रम की संभावना क्या है इसलिए हमने कहा कि हम एक लैंग्वेज मॉडल का उपयोग करेंगे तो आज हम इस व्याख्यान में N-ग्राम लैंग्वेज मॉडल क्या हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और हम कुछ प्रेरणाओं के साथ यह भी देखेंगे की कौनसी अलग अलग एप्लीकेशन हैं जिसमे हमें उनकी आवश्यकता हो सकती है N ग्राम लैंग्वेज मॉडलिंग NLP की एक बहुत अच्छी तकनीक है और इसे कई अलग अलग एप्लीकेशनस में लागू किया जाता है यह NLP में बहुत बुनियादी अवधारणाओं में से एक है आइए हम देखें कि N ग्राम लैंग्वेज मॉडल क्या हैं मैं कांटेक्स्ट सेंसिटिव स्पेलिंग करेक्शन की प्रेरणा से शुरू करूंगा जो कि पिछले व्याख्यान का विषय था मान लीजिए कि मेरे पास यह वाक्य है द ऑफिस इज अबाउट 15 मिनुएट्स फ्रॉम माय हाउस यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह केवल स्पेलिंग एरर है minutes कि जगह minuets टाइप किया गया है मान लीजिए कि minuets शब्द भी मेरी शब्दावली में है तो मैं अपनी शब्दावली देखता हूं और मुझे पता चलता है कि minuet किसी प्रकार का धीमा सुंदर नृत्य है जो 17 वीं और 18 वीं शताब्दी में लोकप्रिय था मेरी शब्दावली में यह शब्द है अब इसका मतलब मैं आसानी से पता नहीं लगा सकता कि यह शब्द गलत है और कुछ अलग शब्द का उपयोग करके इसमें सुधार कर सके मुझे उस कांटेक्स्ट का उपयोग करना चाहिए क्या संभावना है कि मैं किसी प्रकार की लैंग्वेज मॉडल का उपयोग करने की कोशिश करूंगा जिसमें यह कहने की संभावना हो कि वाक्य 'अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम' की प्रवृत्ति 'अबाउट 15 मिनुएट्स फ्रॉम' के प्रवृत्ति की संभावना से अधिक है यदि आप इन 2 प्रवृत्ति का निरीक्षण करते हैं तो आप स्वयं देख सकते हैं कि इसके लिए अधिक संभावित होना चाहिए आप इन संभावनाओं को औपचारिक रूप से कैसे परिभाषित कर सकते है और वह कौन सा मॉडल है जिसका उपयोग हम इसके लिए करते हैं यही हम इस लैंग्वेज मॉडल में देख पाएंगे अन्य एप्लीकेशनस के लिए यह कैसे सहायक हो सकता हैं पिछले सप्ताह की पिछली स्लाइड्स में आप कह रहे थे स्पीच रिकग्निशन के मामले में आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि जब आप कुछ बोल रहे होते हैं तो आपको उसे लिखना पड़ता है जब भी मैं कह रहा हूं 'आइ सॉ ए वैन' तों में 'आईज औ ऑफ़ एन' भी सुन सकता हू दोनों में से किसकी संभावना अधिक है क्या मैं अनुक्रमों में से प्रत्येक को किसी प्रकार का अनुमान दे सकता हूं कि मैंने 'आइ सॉ ए वैन' अन्य की तुलना में अधिक संभावित है मशीनी अनुवाद में कोलोकेशन की समस्या है कुछ निश्चित शब्द भले ही वे सही अनुवाद हों दूसरों के संदर्भ में भाषा में बहुत अधिक नहीं होते हैं जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास विंड्स शब्द हैं और इससे पहले कि विशेषण के रूप में मैं हाई या लार्ज कह सकता हूं उदाहरण के लिए मेरे पास एक हिंदी है Refer Time 0348 FL और मैं इसका अनुवाद अंग्रेजी में करना चाहता हूं FL तों विंड्स होंगी अब FL के लिए यह हो सकता है कि अंग्रेजी में हाई और लार्ज दोनों अनुवाद संभव हों अब उनमें से मुझे कौनसा चुनना चाहिए और मान लीजिए कि मेरे कार्पस से यह भाषा ज्ञान मिलता है कि हाई विंड्स की संभावना लार्ज विंड्स से अधिक साथ होती हैं तब मैं कहूंगा कि लार्ज की तुलना में हाई की अधिक अनुवाद संभावना है स्पेलिंग करेक्शन इसकी एक अन्य एप्लीकेशन हैं हमने देखा है हमें जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है जब भी आपको फिर से वाक्य उत्पन्न करने होते हैं तो किस विशेष उत्पादन की संभावना अधिक होती है एक अन्य संभावित एप्लिकेशन जिसे आप गूगल सर्च या अन्य स्थानों पर इसका उपयोग कर रहे हैं जब भी आप कुछ ऐसा लिखने की कोशिश कर रहे हैं और वे भविष्यवाणी करेंगे कि अगला शब्द क्या होगा जब भी मैं कह रहा हूं कृपया अपने सेल को बंद कर दें तो आगे का शब्द शायद फोन हो सकता हैं तों वाक्य यह होगा कृपया अपना सेल फ़ोन बंद करें तों आपके प्रोग्राम की तुलना या कुछ ओर संभव नहीं है तो शब्दों का क्रम दिया गया है और वे कैसे भविष्यवाणी करते हैं कि इस वाक्य में आने वाले शब्द क्या है तो यह मेरा ऑटो कम्पलीशन का काम है एक कोयोट कम्पलीशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है या जब आप अपने एसएमएस में कुछ टाइप कर रहे हैं Refer Time 0508 तो आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो ऐसा करते हैं वे लैंग्वेज मॉडलिंग की धारणा का भी उपयोग करते हैं तों इन्हें प्रेडिक्ट टेक्स्ट इनपुट सिस्टम्स भी कहा जाता है जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं वे आपको विकल्प देते हैं कि आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं तों विभिन्न संभावनाएँ क्या है जो इसको पूरा करेगी इन एप्लीकेशन को पृष्ठभूमि में देखते है तों आइए देखें कि मेरा लैंग्वेज मॉडल क्या है इसके लक्ष्य क्या है जिसे हम हासिल करने के लिए गए थे तो हमने इस बारे में बात की पिछले व्याख्यान में हमने कहा था कि मैं w की संभावना को पूरा करना चाहता हूं और अनुक्रम w1 से w n की संभावना क्या है यह शब्दों का अनुक्रम है तों अनुक्रम की संभावना क्या है तो यह इनमे से एक है पहले एक वाक्य या शब्दों के अनुक्रम Pw की संभावना की गणना करें अन्य संबंधित कार्य क्या है जिसे हमने प्रेडिक्शन सिस्टम में देखा था जिसमें 3 शब्द w1 w2 w3 दिए गए थे तों w4 क्या होगा तो w4 की संभावना पिछले 3 शब्दों को से होगी और आने वाले शब्दों की संभावना सामान्य तौर पर किसी भी मॉडल में या तो पिछले अनुक्रम की संभावना या शब्दों की संभावनाओं में से एक की गणना होती है जिसे लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है हम इन परिभाषाओं का उपयोग करते हुए लैंग्वेज मॉडल देख रहे थे तो अब मैं वास्तव में अनुक्रम की संभावना की गणना कैसे करता हूं w मतलब यहां शब्दों का अनुक्रम है मान लीजिए कि जिन उदाहरणों को हम शुरू में ले रहे थे उनमें मेरे पास 'अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम' का क्रम है मैं अनुक्रम की संभावना की गणना करना चाहता हूं अब मान लीजिए मैं आपको कुछ नहीं बताता कि आप इसकी गणना करने के लिए किस सरल मॉडल को लागू करेंगे तो शायद आप संभावना के चेन रूल को लागू करेंगे अगर हाँ तो संभावना का चेन रूल याद रखें तों यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटीस से निकला है तों आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीस याद हो सकती हैं तों प्रोबेबिलिटी B गिवन A दी गयी है जो की जोइंट प्रोबेबिलिटी है इअलिये जोइंट प्रोबेबिलिटी P A B को प्रोबेबिलिटी A द्वारा विभाजित करना है अब आप इसका उपयोग किसी और तरीके से लिखने के लिए भी कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी A B जो प्रोबेबिलिटी B ने एक बार प्रायिकता A दिया है और अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे वाक्य में किसी भी संख्या में या सामान्य रूप से किसी भी संख्या में दे सकते है आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी A B C जो प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी B गिवन A और प्रोबेबिलिटी C गिवन A B के बराबर है और आप इसे सीमित संख्या में कर सकते हैं और यह मेरी प्रोबेबिलिटी का चेन रूल है मैं P A B A P P टाइम्स P B से A को लिख सकता हूं सामान्य तौर पर ज्यादा वेरिएबल्स होने पर भी मैं ऐसा ही कर सकता हूं प्रोबेबिलिटी का चेन रूल को सामान्य सूत्रीकरण से कर सकते है जैसे प्रोबेबिलिटी x1 दिया गया x1 है प्रोबेबिलिटी x 1 प्रोबेबिलिटी x 2 दिए गए x 1 और इसी प्रकार और प्रोबेबिलिटी x 1 को x 1 से x n माइनस 1 दिया गया है अब इस चेन रूल को देखते हुए अब एक प्रारंभिक समस्या पर वापस जाते हैं तों 'अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम' वाक्य कि प्रोबेबिलिटी क्या है मैं इसे प्रोबेबिलिटी के चेन रूल का उपयोग करके कैसे लिख सकता हू आप इस प्रोबेबिलिटी को कैसे ठीक करेंगे आप कहेंगे कि यह प्रोबेबिलिटी P टाइम्स P15 about टाइम्स Pminutes about 15 टाइम्स Pfrom about 15 minutes के बराबर है आप इस तरह से सही कर सकते हैं अब मान लीजिए कि मैंने इसे अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम ऑफिस कार्यालय से लगभग 15 मिनट' तक बढ़ा दिया है आप क्या करेंगे और आप इसे प्रोबेबिलिटी के संदर्भ में लिखेंगे जो वाक्य 'अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम' हमें दिया गया हैं तों यह सवाल कैसे आता है मैं इसे चेन प्रोबेबिलिटी चेन रुल्स के संदर्भ में लिख सकता हूं मैं वास्तव में इन प्रोबेबिलिटी की गणना कैसे करूं अब इस बारे में 'अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम' से दिए जाने वाले में ऑफिस शब्द की संभावना क्या है जो मेरी कार्पस में है मैं 'अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम' को कितनी बार निरीक्षण करता हु उनमें से कितनी बार मैं ऑफिस शब्द का निरीक्षण करता हूं अब इस कार्य को करने में आपको क्या विशेष उचित लगेगा मेरे कॉर्पस में 'अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम' वाक्य की पर्याप्त संख्या नहीं है मान लीजिए कि यह केवल एक बार ऑफिस शब्द के साथ आता है यहाँ प्रोबेबिलिटी एक होगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस घटना के बारे में केवल ऑफिस शब्द ही ऐसा कर सकता है और यह समस्या गंभीर हो जाती है क्योंकि आप इस स्थिति में उच्च और उच्चतर संख्या में जाते रहते हैं हम इनका आकलन करने के लिए पर्याप्त डेटा कभी नहीं देखेंगे मैं आसानी से अनुमान नहीं लगा सकता कि ऑफिस शब्द की संभावना इस वाक्य 'अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम' में क्या है इसका मतलब है कि यह काम नहीं करेगा हमें कुछ सिम्प्लिफीकेशन सरलीकरण करने होंगे हम जो सरल धारणाएँ बना रहे हैं वह क्या है हम कहते हैं कि हम केवल पिछले शब्द का उपयोग कर सकते हैं और बाकी सब कुछ भूल सकते हैं तो मुझे ऑफिस शब्द की प्रोबेबिलिटी इस वाक्य 'अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम' से गणना करनी है और यह लगभग ऑफिस शब्द की प्रोबेबिलिटी 'फ्रॉम' के साथ बराबर दी गई है मैं दूसरे टर्म्स भूल जाता हूं या मैं पिछले 2 शब्दों का उपयोग कर सकता हूं तों हम ऑफिस शब्द की प्रोबेबिलिटी 'मिनट्स फ्रॉम' के साथ भी निकाल सकते है यह सिम्प्लिफीकेशन है जो हम बना रहे हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी को पूरा करना आसान है उस फ्रॉम से आने वाले शब्द क्या हैं और ऑफिस शब्द समय के किस सत्र से आते हैं लेकिन यह तब संभव नहीं था जब मैं पिछले 4 शब्दों पर शर्त लगा रहा था क्योंकि जानकारी शायद उन्हें मेरे डेटा में पर्याप्त नहीं दिख रही थी इससे हमें इन प्रोबेबिलिटीस का बेहतर अनुमान लगाने में मदद मिलती है औपचारिक रूप से हम kth ऑर्डर मार्कोव मॉडल का उपयोग कर सकते हैं मेरे पास यह जानकारी है और w 1 से w n के अनुक्रम के प्रोबेबिलिटी की गणना करना है चेन रूल का उपयोग करके मैं इसे इस रूप में लिखता हूं w i दिया है और जिसको पिछले i माइनस 1 सभी शब्दों के लिए गुणा किया है अब kth आर्डर मार्कोवा मॉडल से हम क्या अनुमान मान रहे है मैंने इसे केवल पिछले k शब्दों पर सशर्त किया है मेरी प्रोबेबिलिटी w i गिवन w 1 से w i minus 1 जैसा कि w i केवल पिछले k शब्द दिए हैं यहाँ आप केवल 1 शब्द और k 3 पिछले शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जैसे i माइनस 1 शब्द तक तों यह kth ऑर्डर मार्कोव मॉडल धारणा है तो हम इसका उपयोग प्रोडक्ट के हर कॉम्पोनेन्ट के साथ कर सकते है इसी तरह हम एन ग्राम मॉडल को परिभाषित करेंगे अगर मैं ऑफिस कि प्रोबेबिलिटी दिए गए वाक्य 'अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम' से लेता हूं अगर मैं केवल पिछले शब्द का उपयोग कर रहा हूं तों 2 ग्राम लैंग्वेज मॉडल का उपयोग कर रहा है सामान्य तौर पर अगर मैं N ग्राम लैंग्वेज मॉडल को परिभाषित कर रहा हूं जिसमे केवल पूर्व n माइनस 1 शब्द कांटेक्स्ट का उपयोग कर रहा हूं यहाँ अगर मैं कांटेक्स्ट के किसी शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ तो कांटेक्स्ट से जीरो शब्द तों यह एक यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल है जहाँ n एक के बराबर है अगर मैं कांटेक्स्ट से 1 शब्द का उपयोग कर रहा हूं यह एक बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल है जहाँ n 2 के बराबर है यदि मैं कांटेक्स्ट से 2 शब्द ले रहा हूं तों यह एक ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल है जहाँ n 3 के बराबर है अब आप इस कल्पना के साथ kth ऑर्डर मार्कोवा को N ग्राम लैंग्वेज मॉडल से संबंधित कर सकते हैं Kth आर्डर मार्कोवा की धारणाएँ में आप पिछले kth शब्द का उपयोग कर रहे थे अगर मैं पिछले k शब्दों का उपयोग कर रहा हूं तों मेरे पास k प्लस 1 ग्राम लैंग्वेज मॉडल है मैं कह सकता हूं कि N ग्राम लैंग्वेज मॉडल एक n माइनस 1th ऑर्डर मार्कोवा मॉडल है N ग्राम लैंग्वेज मॉडल में मैं कांटेक्स्ट से n माइनस 1 शब्द का उपयोग करता हूं तों यह N ग्राम लैंग्वेज मॉडल और एक n माइनस 1 ऑर्डर मार्कोवा मॉडल के बीच संबंध है अब हम ट्राईग्राम के लिए कांटेक्स्ट से 2 शब्द मान लेते हैं 4ग्राम के लिए कांटेक्स्ट से 3 शब्द 5ग्राम के लिए कांटेक्स्ट से 4 शब्द मान लेते हैं लेकिन सामान्य तौर पर हम यह नहीं देख सकते हैं कि कोई भी N ग्राम लैंग्वेज के लिए पर्याप्त मॉडल है या नहीं क्योंकि भाषा में हम कुछ लॉन्ग टर्म डिपेंडेनसिस भी देखते हैं इस वाक्य पर विचार करें द कंप्यूटर विच आई हेड जस्ट पुट इन्टू द मशीन रूम ओन द फिफ्थ फ्लोर क्रेशड क्रेशड शब्द कौनसे शब्दों पर निर्भर करता है अगर आपने देखा की क्रेशड शब्द कंप्यूटर के बारे में निर्भर करता है लेकिन इसे 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम का उपयोग करके कैप्चर नहीं किया जा सकता है तों आपको 11 से 12 ग्राम तक जाना पड़ सकता है और यह शायद उचित नहीं है आप हमेशा यह जानते होंगे कि कोई भी N ग्राम मॉडल किसी लैंग्वेज का एक पर्याप्त मॉडल नहीं है लेकिन यह कई शब्द को नियमित करने के लिए आदेश देता है अधिकांश एप्लीकेशनस में हम सरल N ग्राम मॉडल का उपयोग कर सकते हैं यह 2 या 3 होगा और हम इसके साथ शुरू करेंगे तो अब सवाल यह है कि हम अपने कार्पस से N ग्राम प्रोबेबिलिटीस का अनुमान कैसे लगाते हैं इसके लिए इन प्रोबेबिलिटीस का अनुमान लगाने की सरल विधि कुछ अधिकतम संभावना अनुमान का उपयोग करके है वह क्या है मान लीजिए कि मुझे w i गिवन w i माइनस 1 की प्रोबेबिलिटी की गणना करनी है मैं अपने कॉर्पस में पता लगाऊंगा कि शब्द w माइनस 1 कितनी बार आया है उनमें w i का हिस्सा उसके बाद कितने समय के लिए होता है याद रखें कि हम इसे पहले की स्लाइड्स 'वर्सटाइल एक्ट्रेस हूज' वाक्य से कर रहे थे तो एक्ट्रेस शब्द वर्सटाइल के बाद कितनी बार और कितने अंश के लिए आता है यह वैसे ही है जैसे w i शब्द w i माइनस 1 में कितनी बार और कितने अंश के बाद आता है जो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को परिभाषित करता है तों w i माइनस 1 के बाद प्रत्येक शब्द मेरी शब्दावली में आ सकता है और यह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसलिए सामान्य तौर पर मैं नोटेशन c के बजाय c की संख्या c w i m i माइनस 1 टाइम्स w i माइनस 1 दूंगा जो मेरे कार्पस में आया है हम उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि मैं इन प्रोबेबिलिटीस का कैसे अनुमान लगाता हूं इस कॉर्पस में मेरे पास 3 वाक्य हैं आई एम हियर हु एम आई और आई वुड लाइक टू नो और आपके पास वाक्य की शुरुआत और वाक्य के अंत में कुछ टोकन भी हैं और आप बाईग्राम प्रोबेबिलिटी w i से w i माइनस 1 की गणना करना चाहते हैं आप ऐसा कैसे करेंगे मान लीजिए कि मैं इन सभी प्रोबेबिलिटी की गणना करना चाहता हूं तों में वाक्य की शुरुआत मे i की प्रोबेबिलिटी यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी के बाद इस वाक्य के प्रायिकता अंत के साथ आने की संभावना है मैं इन प्रोबेबिलिटी की गणना कैसे करूं मैं सिर्फ वाक्य की शुरुआत में आने वाली पहली प्रोबेबिलिटी लेता हूं इसलिए मुझे पता चलेगा कि मैंने कितने वाक्यों की शुरुआत की है उस समय i कितनी बार आया मैंने वाक्य की 3 शुरुआत देखी है उनमें से दो बार अत्यधिक हुई यह संभावना 2 बाय 3 होगी यहां मैंने कितनी बार देखा है और उन के बीच वाक्य के अंत में कितनी बार हुआ है यह एक एक करके और इसी तरह होगा तों इसी तरह मुझे 2 बाय 3 1 1 बाय 3 1 बाय 2 और 0 मिलता है कॉर्पस में यह आसान है और जिससे बाईग्राम प्रोबेबिलिटी द्वारा सिर्फ काउंट्स देकर आप पता लगा सकते हैं यह रेस्टोरेंट कॉर्पस से कुछ उदाहरण है इसमें 9000 से अधिक वाक्य है और कुछ बाईग्राम संख्याएँ भी यहाँ दी गई हैं क्या आप यहां कुछ नियम देख सकते हैं i और i do एक साथ ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन i और want 827 बार होते है आप एक रेस्टोरेंट तों मैं ज्यादातर कहता हूं कि मैं किसी तरह का भोजन चाहता हूं तों I want एक बाईग्राम है जो इस डेटा में बहुत बार आया है दूसरे बाईग्राम कौनसे है जो बहुत बार आये है जैसे मैं कुछ करना चाहता हूं इट चाइनीज चाइनीज फूड इट फूड इट लंच टू स्पेंड यह बाईग्राम उस कॉर्पस में बहुत बार आते है तों यह कार्पस के बारे में बहुत कुछ बताते है मैं रेस्टोरेंट कॉर्पस के बारे में बात कर रहा हूं जहां कुछ खाने और कुछ खाने के आदेश के बारे में है मान लीजिए कि मुझे बाईग्राम प्रोबेबिलिटी की गणना करनी है तों मुझे क्या चाहिए मुझे उस शब्द के बिना होने वाली गणना की संख्या की आवश्यकता है और उसको पिछले शब्द की यूनीग्राम प्रोबेबिलिटी से विभाजित करना जानते हैं मान लीजिए कि इन सभी शब्दों के साथ में आपको यूनीग्राम प्रोबेबिलिटी की गिनती देता हूं तों क्या आप बाईग्राम की प्रोबेबिलिटी कि गणना कर सकते हैं हां यह काफी आसान होता जा रहा है कार्पस में जितनी बार i आया है में उसको विभाजित कर देता हूं तो जितनी बार i एक साथ आया है में उतनी बार संख्या i के साथ विभाजित करता हूं इससे आपकी प्रोबेबिलिटी 033 हो जाती है इस कार्पस में want की i के बाद आने की प्रोबेबिलिटी 032 है मैं इस कॉर्पस में सभी शब्दों की गणना कर सकता हूं तों अब एक कॉर्पस दिया गया है अब आपको आश्वस्त होना चाहिए कि मैं कैसे बाईग्राम प्रोबेबिलिटी की गणना करता हूं अब मान लीजिए कि आपने कार्पस से प्रोबेबिलिटीस की गणना की है अब प्रारंभिक समस्या को हल करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं यह की मैं इस वाक्य की प्रोबेबिलिटी को शब्दों के इस क्रम में कैसे खोज कर सकता हु मेरा पास यहाँ वाक्य है वाक्य की एक शुरुआत में मुझे अंग्रेजी खाना चाहिए और वाक्य के अंत में भी तों मैं वाक्य की प्रोबेबिलिटी खोजना चाहता हूं तों इसको हल करने के लिए बाईग्राम मॉडल का उपयोग करते हैं मैं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी i की गणना वाक्य कि शुरुआत से फिर प्रोबेबिलिटी want की गणना i से फिर प्रोबेबिलिटी english कि गणना want इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी के चेन रूल का उपयोग कर सकते है और यही मार्कोवा की धारणाएँ है और मैं इसे गुणा करूंगा और फिर यह मुझे प्रत्येक वाक्य की प्रोबेबिलिटी देता है अगर मैं पिछली प्रोबेबिलिटी का उपयोग करता हूं जो कि 0000031 है और अब आप मुझे कोई भी वाक्य दे सकते हैं और वाक्य की प्रोबेबिलिटी का पता लगाने के लिए मैं बाईग्राम प्रोबेबिलिटी का उपयोग कर सकता हूं और इससे मैं अपनी सभी समस्याओं को हल कर सकता हूं Refer Time 2102 स्पेलिंग करेक्शन और अन्य परिदृश्य में भी इसका उपयोग कर सकता है इस कॉर्पस से कौनसा ज्ञान N ग्राम का प्रतिनिधित्व करता है ये कुछ मूल्य हैं आप वहाँ से क्या अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं English गिवन want की प्रोबेबिलिटी 00011 है Chinese गिवन want की प्रोबेबिलिटी 00065 है तों यह क्या बताती है यह जहा से भी लिया गया है तों आप देखते हैं की Chinese food english food की तुलना में 6 गुना अधिक लोकप्रिय है To की want से प्रोबेबिलिटी 066 है जो इस कार्पस में I want के बाद बहुत बार आती है मुझे कुछ करना है वाक्य में eat से to से प्रोबेबिलिटी 028 है उसी तरह food की to से प्रोबेबिलिटी 0 है जिसका अर्थ है food शब्द कभी भी to शब्द के बाद नहीं होता है और यह ऐसी चीज है जो भाषा के बारे में बात करती है भाषा में आमतौर पर to शब्द के बाद क्रिया का उपयोग होता है मैं कुछ करना चाहता हूं और यहां भोजन एक संज्ञा है यह मेरे डेटा में नहीं होगा इसी तरह want गिवन स्पेंड शब्द कि प्रोबेबिलिटी 0 है जो फिर से भाषा के बारे में कुछ तथ्य यह 2 शब्द हैं आम तौर पर एक साथ नहीं होते हैं और I की वाक्य शुरुआत की प्रोबेबिलिटी 025 देता है फिर से कुछ उदाहरण देता हूं कि अधिकांश वाक्य उस कॉर्पस में i के साथ शुरू होते हैं जैसे मैं कुछ करना चाहता हूं इसमें आपने i से शुरुआत की है ये N ग्राम लैंग्वेज और व्याकरण के बारे में कुछ ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जैसे कि उस विशेष डेटा या डोमेन के बारे में जिसे आप इस रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यह कुछ विचार है जो हम अपने डेटा में अलग अलग डोमेन के मॉडलिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं मैं प्रत्येक डोमेन के लिए अलग अलग लैंग्वेज मॉडल बना सकता हूं इसके बारे में आगे बात करेंगे कुछ ऐसे वास्तविक मुद्दे हैं जिनसे आपको अवगत होना चाहिए जैसे कि जब मैं इस प्रोबेबिलिटी की गणना एक वाक्य के लिए कर रहा हूँ तो मैं वास्तव में कई प्रोबेबिलिटी वैल्यू का गुणन कर रहा हूँ और ये सभी बहुत छोटे हो सकते हैं अगर मैं बस प्रोबेबिलिटी का गुणन करता हूँ तो इससे अंडरफ्लो की समस्या हो सकती है और यह सभी प्रोबेबिलिटीस के लिए 0 मान प्राप्त करने में समाप्त हो सकता है तों बेहतर है कि आप उस जगह लॉग का उपयोग करे जैसे आप बस उन्हें जोड़ रहे हैं और किसी भी मामले में प्रत्येक व्यक्तिगत ऑपरेशन को जोड़ रहे हैं तों यह गुणा करें से ज्यादा बेहतर होता है आप बस प्रोबेबिलिटी के लॉग को संग्रहीत कर रहे हैं और आप इन लॉग में इस समस्या को जोड़ रहे हैं अगर आप प्रोबेबिलिटी जैसे p1 गुना p2 गुना p3 गुना p4 को यदि आप लॉग स्पेस में परिवर्तित करते हैं तो यह log p1 प्लस log p2 प्लस log p3 प्लस log p4 और इसी तरह आगे भी कर सकते है आप एक लॉग मान को पुनर्स्थापित कर सकते हैं और आप इसे जोड़ सकते हैं जीरो से निपटने की एक और समस्या है मान लीजिए कि बाईग्राम में एक विशेष प्रवृत्ति है जिसे आप देखते हैं कि यह कभी भी आपके डेटा में नहीं हुआ था तों अब क्या होगा आप इसे जीरो देंगे लेकिन यह पूरी तरह से सब कुछ 0 बदल देगा आपको इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है और हम इसे एक स्मूथिंग कंसेप्ट में देखेंगे कुछ लोकप्रिय टूलकिट उपलब्ध हैं जैसे SRILM एक लोकप्रिय टूलकिट है लेकिन कई अन्य टूलकिट हैं जो आप लैंग्वेज मॉडलिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं यदि आप कुछ बड़े कॉर्पस डेटा का उपयोग करना चाहते हैं तों आप इन गूगल N ग्राम का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं वहाँ इस लिंक पर उपलब्ध है और वहाँ आप प्रत्येक अलग अलग N ग्राम के लिए पता लगेगा कि वे कॉर्पस में कितनी बार हुए हैं यदि आप इस लिंक पर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि बड़ी संख्या में टोकनस वाक्य और सभी हैं उन्होंने आपको यूनीग्राम्स बाईग्राम्स ट्राईग्राम्स 4ग्राम्स 5ग्राम्स दिए गए है तो कुछ उदाहरण क्या हैं तो मान लीजिए कि आपके पास वाक्य 'आई एम सिंग इट' जिसकी शुरुआत 'सर्व एस द' से होती है वह डेटा आपको बताएगा कि 'सर्व एस द' निरीक्षक कॉर्पस में 66 बार होती है 'सर्व एस द' इन्सपीरेशन 1390 बार होती है 'सर्व एस द' इंस्टालेशन 136 बार यह एक 4ग्राम है जो आपको डेटा से मिलता है लेकिन आप देखते हैं कि ये केवल संख्या रखते हैं अब आप इसका उपयोग प्रोबेबिलिटी की गणना केसे करेंगे उस प्रोबेबिलिटी को निरीक्षक से 'सर्व एस द' से आपको देखना होगा इसके लिए आपको 'सर्व एस द' का ट्राईग्राम काउंट का भी उपयोग करना होगा फिर से यह 5 उपलब्ध है आप डेटा के 4ग्राम और ट्राईग्राम प्राप्त कर सकते हैं और सभी प्रोबेबिलिटी मूल्यों की गणना करने का प्रयास कर सकते हैं वे एक अच्छा एपीआई भी देते हैं जिसके द्वारा आप शब्दों के उपयोग में कई दिलचस्प पैटर्न की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि हेरिटेज कई अलग अलग सेंचुरीस में विभाजित होती है आप इसे अस्थायी रूप से भी प्लाट कर सकते हैं हम यहाँ क्या देख रहे हैं मान लें कि मैं गूगल N ग्राम व्यूअर पर 3 अलग अलग प्रश्न अल्बर्ट आइंस्टीन शरलॉक होम्स और फ्रेंकस्टीन दे रहा हूं यह मुझे बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में इनकी बाईग्राम्स प्रोबेबिलिटी क्या है क्या आप यहां कुछ दिलचस्प देख सकते हैं शरलॉक होम्स 1885 और उसके आसपास लोकप्रिय हो गये इससे पहले कि जब लगभग जीरो थे फ्रेंकस्टीन शायद इससे पहले भी उपन्यासों में हैं 1800 से फ्रेंकस्टीन पाए जाते हैं जो 2000 तक भी बढ़ रहा है यह अधिक है और यह अल्बर्ट आइंस्टीन और शरलॉक होम्स की तुलना में बहुत अधिक है अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1970 के आसपास के आंकड़ों में लोकप्रिय होना शुरू कर दिया इसीलिए सबसे अधिक खोज हुई और यह किताबों में आई और किसी समय यह शेरलॉक होम्स से भी अधिक लोकप्रिय हो गई आप इस तरह का अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं कि किस समय में और किस तरह के शब्द लैंग्वेज में और मेरे सभी डेटा में आये और इस तरह के डेटा का उपयोग करके वर्षों में लोकप्रियता कैसे बदल गई आज हम केवल कुछ सहज ज्ञान देंगे और भाषा मॉडल क्या है हम इसकी गणना कैसे करते हैं और हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं कुछ समस्याओं के लिए हमने देखा कि हम जीरो को कैसे संभालते हैं जीरो के साथ प्रोबेबिलिटी के सभी ट्रेंड 0 हो जायेंगे भले ही किसी एक कॉम्पोनेन्ट में 0 की संभावना हो हम उस समस्या से कैसे बचते हैं हम उस समस्या को कैसे हल करते हैं यही वह जगह है जहां स्मूथिंग कंसेप्ट आएगा और यही हम अगले व्याख्यान में शामिल करेंगे